अभिवादन और इकाई 12 के मॉड्यूल 1 में आपका स्वागत है यह विशेष रूप से मेटाकोग्निटिव नॉलेज पर ध्यान केंद्रित करने के साथ टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग से संबंधित है इससे पहले पिछली इकाई में हमने ज्ञान की प्रकृति को देखा हमने ध्यान दिया कि जो ज्ञान का गठन करता है वह परिभाषित करना अभी भी दार्शनिक रूप से एक अनसुलझा प्रश्न है इसलिए हमने शब्द ज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया ऑपरेटिव स्तर पर हमने ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों का चयन किया है अर्थात् फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और मेटाकोग्निटिव ज्ञान और हमने ज्ञान की इन चार श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण दिया और क्या होता है जब हम परिभाषित करते हैं कि एक मेटाकोग्निटिव ज्ञान क्या है तो हमने अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा के संदर्भ में महसूस किया कि मेटाकोगेक्टिव ज्ञान के बारे में थोड़ा और सीखने से शिक्षकों को अपने स्वयं के छात्रों की देखभाल करने में बहुत मदद मिलेगी अब इस इकाई के परिणाम में मेटाकोग्निटिव ज्ञान की प्रकृति और महत्व को समझना है हम इसके बारे में विस्तृत रूप से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं और न ही इस बारे में कि शिक्षक को अपने निर्देश में इसे कैसे शामिल करना चाहिए हम बाद के एक मॉड्यूल में प्रयास करेंगे मेटाकोग्निशन पर आकर यह क्या है मेटाकोग्निशन किसी की अपनी सोच के बारे में सोचना है यही कारण है कि हम मेटा शब्द का उपयोग करते हैं उस अर्थ में जैसे हम अपनी सोच के बारे में सोच रहे हैं यह एक उच्च क्रम की सोचने की क्षमता बन जाती है दूसरे शब्दों में हमारे स्वयं के कौशल ज्ञान या सीखने या किसी अन्य तरीके से परिभाषित करने की क्षमता किसी व्यक्ति की अपने ज्ञान और विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता इसे एक ही परिभाषा के कई रूपों में परिभाषित किया गया है और यह महत्वपूर्ण क्यों है मेटाकोग्निटिव क्षमता छात्र को कितनी अच्छी तरह और कितनी देर तक प्रभावित करती है यह छात्र की सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है वह भी 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में यह महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा कि छात्र कितने अच्छे और कितने समय तक पढ़ाई करता है विद्यार्थी कितना और कितनी गहराई से सीखते हैं यह मेटाकोग्निटिव क्षमता से प्रभावित होता है तो इस हद तक यह केंद्रीय है आइए हम इस बात पर दोबारा गौर करें कि क्यों हमें मेटाकोग्निशन के बारे में चिंतित होना चाहिए यह नोट किया गया है और अनुसंधान के माध्यम से पर्याप्त प्रमाण है उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों के पास बेहतर मेटाकोग्निटिव कौशल हैं आप एक संस्थान लो और विशेष रूप से हम एक स्वायत्त संस्थान लेते हैं यदि आप छात्रों के प्रदर्शन को देखते हैं तो उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों के पास आम तौर पर बेहतर मेटाकोग्निटिव कौशल होता है जबकि कमजोर छात्रों में आमतौर पर अन्य कमियों के अलावा खराब मेटाकोग्निटिव कौशल होता है यह केवल खराब मेटाकोग्निटिव कौशल नहीं होगा अन्य कमियां हो सकती हैं लेकिन खराब मेटाकोग्निटिव कौशल उनके प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए हम अंत में कह सकते हैं कि खराब मेटाकोग्निशन अक्षमता का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को उन क्षेत्रों में से एक को देखना चाहिए जो उसकी मेटाकोग्निटिव क्षमता है और खराब मेटाकोगेक्टिव कौशल वाले छात्र क्या करते हैं वे समय से पहले अपने अध्ययन के समय को छोटा करते हुए सोचते हैं कि उन्हें पाठ्यक्रम सामग्री में महारत हासिल है जिसे वे मुश्किल से जानते हैं इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने महारत हासिल किया है और वे उस में कोई और प्रयास नहीं करते हैं और अनिवार्य रूप से वे अपनी समझ के स्तर में बहुत कम समय देते हैं या उनकी समझ के स्तर पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और यह कहां प्रतिबिंबित होता है या तो वे परीक्षण में अपने प्रदर्शन को कम आंकते हैं या अत्यधिक आंकते हैं यदि आप उनसे पूछते हैं कि आपने कक्षा की परीक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और नोटों की तुलना करने के बाद उन्होंने वास्तव में अपना ग्रेड या अंक प्राप्त किया है तो यह पाया जाता है कि वे अपने प्रदर्शन को कम या ज्यादा आंकते हैं और इन सबके कारण वे खराब अध्ययन निर्णय लेते हैं इसका मतलब है कि कैसे अध्ययन करें किसके साथ अध्ययन करें क्या अध्ययन करें किससे पूछें किसके साथ चर्चा करें वे इस तरह के खराब अध्ययन निर्णय लेते हैं और यह कहते हुए कि हम मेटा क्यों कहना चाहते हैं मेटा का अर्थ है किसी के अपने बौद्धिक प्रदर्शन के लिए दर्शक बनना हम नहीं जानते कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं लेकिन एक प्रक्रिया में सुधार करना बहुत मुश्किल है जो हम उस समय से कर रहे हैं जब आपको इस बात की समझ नहीं है कि हम इस समय क्या कर रहे हैं उदाहरण के लिए जब आप एक गेम खेल रहे होते हैं तो कुछ हद तक क्योंकि यह एक शारीरिक गतिविधि है इसलिए खिलाड़ी आमतौर पर अपने कुछ दोषों के बारे में जानते हैं लेकिन इन दिनों हमारे पास उत्कृष्ट उपकरण हैं जहां आप अपने पूरे वीडियो को प्ले कर सकते हैं और फिर एक कोच उस पर टिप्पणी कर सकता है कि वास्तव में जहां आप गलत कर रहे हैं उसे इंगित कर सकते हैं इसका मतलब है कि आप उस प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं जो आपको प्रदर्शन करते समय दी जाती है और इससे आपके प्रदर्शन में काफी सुधार होगा और यह अब नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है जहां शारीरिक गतिविधि शामिल है लेकिन जहां कॉगनिटिव गतिविधि केवल फोटो खींचकर वीडियो ग्राफी द्वारा शामिल होती है जब कोई व्यक्ति किसी समस्या पर काम कर रहा होता है तो आपको बहुत अधिक नहीं मिलता है क्योंकि यह सीधे सीधे नापने योग्य नहीं होता है सीधे देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है और इस हद तक कि केवल प्रशिक्षक या यहाँ का शिक्षक व्यवहार पर आधारित है या वास्तव में इस बात पर आधारित है कि छात्र उस समस्या को हल करने के समय क्या विशिष्ट निर्णय ले रहा है वह केवल अनुमान लगा सकता है कि क्या वह मान्यता के किन मेटाकोग्निशन पहलुओं पर कमी कर रहा है और तदनुसार प्रतिक्रिया दें तो मेटा वास्तव में एक उच्च विचार प्रक्रिया उच्च क्रम सोच प्रक्रिया है और यह एक ऐसी चीज है जिसे किसी को स्वयं या स्वयं से सीखना होगा यदि आप सुधार करना चाहते हैं अब आगे मेटाकोग्निशन क्या करता है यह कैसे प्रकट होता है उदाहरण के लिए छात्र सीखने के लक्ष्यों सफलता के मानदंडों और वर्णनात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है वह इन सब से अवगत है उदाहरण के लिए जब वह काम कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि सीखने का लक्ष्य क्या है और जब उसे माना जाता है कि उसे सफलतापूर्वक यह पता चल गया है कि सफलता के मापदंड से वह परिचित है और यह भी कि अगर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है तो वह उसे संबंधित कर सकता है कि वह क्या कर रहा था तो यह है कि एक व्यक्ति जो मेटाकोग्निटिव क्षमता रखता है वह सीखने के लक्ष्यों सफलता के मानदंडों और वर्णनात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करेगा वह यह भी पहचानता है कि व्यवहार और आदतें सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं या वह सीखने की वरीयताओं और शक्तियों पर पहचान संवाद और कार्य कर सकता है वह सीखने की स्थितियों का भी आकलन कर सकता है और तदनुसार कार्ययोजना विकसित कर सकता है इसका मतलब है कि वह सीखने के एक तरीके से नहीं चिपकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सीखने की स्थिति के अनुसार अपनी खुद की योजना विकसित करने में सक्षम है या नहीं उदाहरण के लिए यदि आप प्रोग्रामिंग में एक कोर्स सीख रहे हैं या यदि आप सामग्रियों पर एक वर्णनात्मक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं तो सीखने के लिए आपकी कार्य योजना अलग होगी उनके सीखने पर प्रतिबिंबित करें और उनकी सोच के बारे में बातचीत में संलग्न हों उन्हें अक्सर अपने सहकर्मियों अपने दोस्तों या शिक्षक के साथ उनकी सोच के बारे में चर्चा करते देखा जा सकता है आम तौर पर लोग इससे बचते हैं और एक व्यक्ति जिनके पास मेटाकोग्निटिव कौशल है वो दोनों साथियों और कोचों से बात करने को तैयार है और छात्रों से स्पष्टीकरण और समर्थन की तलाश की जाएगी जब सीखने में बाधाएं आती हैं इसलिए उन्हें कोच से समर्थन मांगने में कोई आपत्ति नहीं है जब एक निश्चित बाधा को पार करने में असमर्थ होते हैं ठीक है आइए हम उचित मेटाकोग्निशन पर आते हैं साहित्य में वे मोटे तौर पर दो पहलुओं में विभाजित हैं एक प्रतिबिंब है दूसरा आत्म नियमन है प्रतिबिंब को जागरूकता के रूप में भी माना जा सकता है यहाँ या तो आप अपने ज्ञान के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ आप अपनी खुद की सोचने की प्रक्रिया से भी अवगत हैं जबकि आत्म नियमन का मतलब है कि मैं सीखने के बारे में जाने के लिए खुद को कैसे प्रबंधित करता हूं मैं कैसे प्रबंधित करूं मैं सीखने की प्रक्रिया का प्रबंधन कैसे करूँ यही आत्म नियमन है किसी भी मेटाकोग्निशन में कुछ हद तक कमी हो सकती है जरूरी नहीं कि वह मेटाकोग्निशन के सभी पहलुओं में हो अब क्या होता है लोग बड़े होने के बाद जब वे अपने पेशेवर जीवन में आते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी समस्या को हल करने के तरीके के बारे में उचित मेटाकोग्निशन कौशल हासिल कर लिया है अन्य लोगों से पूछने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस आयु समूह के नौसिखिए छात्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं उस समय नौसिखियों को मेटाकोग्निशन के संबंध में कुछ कोचिंग की आवश्यकता होगी अब प्रतिबिंब क्या है छात्रों के पास अपने स्वयं के ज्ञान और सोच के बारे में विचार धारणाएँ और अंतर्ज्ञान हैं अब ज्ञान के प्रतिबिंब या जागरूकता के प्रकार क्या हैं यह फ्लेवेल के अनुसार है ज्ञान के बारे में जागरूकता सोच की जागरूकता और सोच रणनीतियों के बारे में जागरूकता ज्ञान के प्रति जागरूकता क्या है यह समझना कि कोई क्या जानता है और क्या नहीं जानता है और क्या जानना चाहता है वह तीन है जो मैं जानता हूं जो मैं नहीं जानता हूं जो मैं जानना चाहता हूं एक उदाहरण मैं जानता हूं कि किसी दिए गए प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किसी दिए गए स्थिति में लागू किया जा सकता है या नहीं इसका मतलब वह जानता है पहले दो संतुष्ट हैं यही मैं जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं लेकिन मैं कुछ और नहीं जानता अब मैं उस विशेष जागरूकता के साथ क्या करता हूं वह अगला स्तर है लेकिन कम से कम मुझे पता नहीं है कि लागू कैसे करें लेकिन मैं इस स्थिति को नहीं लेता हूं मैं इस विशेष समस्या के बारे में सब कुछ जानता हूं यह खराब मेटाकोग्निटिव ज्ञान है ज्ञान की इस जागरूकता में दूसरे के ज्ञान के बारे में जागरूकता भी शामिल होगी उदाहरण के लिए मेरे दोस्त को कुछ पता है कि मुझे क्या नहीं पता है अगर मुझे वह ज्ञान है तो मैं उस दोस्त के पास जाऊंगा और पूछूंगा उदाहरण के लिए मुझे पता है कि सुधा समझती है कि प्रक्रिया कब लागू की जा सकती है तो मैं उसे यह समझाने के लिए कहूंगा इसलिए मैं वह पद लेता हूं यह अच्छा मेटाकोग्निटिव जागरूकता है अब सोच के बारे में जागरूकता कॉगनिटिव कार्यों को समझना और उनकी प्रकृति को समझना उन्हें पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है यह एक बहुत बड़ी बात है और एक सोच के कुछ पहलुओं में कमी हो सकती है यहाँ सरल उदाहरण मुझे पता है कि मेरे मित्र के नोट्स पढ़ने से मेरे लिए मेरी पाठ्यपुस्तक पढ़ना आसान होगा यह मेरी सोच के बारे में जागरूकता है ठीक है इसी तरह सोच की रणनीतियों के बारे में जागरूकता जो मेरे सीखने को निर्देशित करने के दृष्टिकोण को समझ रही है सबसे पहले मेरी जागरूकता और उसके बाद मैं अपने सीखने को कैसे निर्देशित करता हूं जब मैं जागरूक होता हूं और मेरे पास कई विकल्प होते हैं मेरी कई रणनीतियाँ हो सकती हैं जिनका मैं पालन करता हूँ उदाहरण के लिए एक रणनीति मुझे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने में कठिनाई हो रही है जब मुझे कठिनाई हो रही है तो वह क्या है जिसका मैं पालन करता हूं वहाँ विकल्प हैं मैं जा कर अपने मित्र से यह समझाने के लिए कह सकता हूं कि यह एक और रणनीति है मुझे संक्षेप में बताना चाहिए कि मैंने बाहर जाने से पहले क्या पढ़ा है इसलिए उदाहरण के लिए संक्षेप में समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है तो यह एक रणनीति है जिसका मैं पालन करता हूं इसका मतलब है कि मैं इस विशेष रणनीति से अवगत हूं तो ये ज्ञान और सोच के बारे में जागरूकता के तीन प्रकार हैं अब मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन आ रहा है अब मैं अपनी क्षमताओं के साथ साथ अक्षमताओं से अवगत हूं अब उस संदर्भ में मुझे अब यह योजना बनानी है कि मैं अपनी शिक्षा के बारे में कैसे जाऊँ एन ब्राउन के अनुसार हमारे सीखने के तीन तरीके हैं एक कार्यों के लिए दृष्टिकोण की योजना बना रहा है इसमें समस्या की पहचान करना और रणनीति चुनना और विचारों को व्यवस्थित करना और परिणामों की भविष्यवाणी करना शामिल होगा इसलिए समस्या की पहचान करने और रणनीतियों को चुनने का मतलब होगा कि मैं जो कुछ भी जानता हूं उसको नज़र कैसे रख सकता हूं मैं कैसे तय करूं कि नीचे जाने के लिए कौन से रास्ते हैं मुझे इस दृष्टिकोण को कब तक आज़माना चाहिए मुझे दूसरी रणनीति कब बदलनी चाहिए मुझे आगे क्या आज़माना चाहिए अच्छे मेटाकोग्निटिव कौशल वाले कुछ लोग मेरे पास मौजूद विभिन्न रणनीतियों के बीच बेहतर विकल्प बनाने में सक्षम हैं नियोजन दृष्टिकोण कार्य के रूप में हमने कहा कि समस्या की पहचान करना और रणनीति चुनना और हमारे विचारों को व्यवस्थित करना और परिणामों की भविष्यवाणी करना शामिल होगा उदाहरण के लिए कई बार जब आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप एक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं मुझे इस दृष्टिकोण को कितना समय देना चाहिए जब मैं किसी अन्य रणनीति पर स्विच करता हूं तो बहुत समय बचाने वाली गतिविधि होती है और अच्छे मेटाकोग्निटिव कौशल वाला व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होगा अन्य एक वह है जो आप कार्यों की योजना बना रहे हैं और इसके बारे में जा रहे हैं फिर आगे क्या होता है आप को सीखने के दौरान अपनी गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम होना चाहिए यह है कि जब आप सीख रहे हैं तो आपको यह परखने में सक्षम होना चाहिए कि आपने उस संशोधन के आधार पर क्या सीखा है और अपनी स्वयं की रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना अतः व्यक्ति स्वयं की निगरानी करने में सक्षम है और यह एक अच्छा मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन है फिर ऐसा क्या होता है कि प्रक्रिया के दौरान निगरानी रखने से आपको परिणामों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए यह पूरा हो रहा है आपको दक्षता और प्रभावशीलता के विशिष्ट मानदंडों के खिलाफ परिणामों का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए आप कुछ विधि का पालन कर सकते हैं जो बहुत ही अकुशल है बहुत समय लेने वाला है और यह प्रभावी नहीं है इसलिए मुझे कुछ विशिष्ट मानदंडों के खिलाफ या दक्षता और प्रभावशीलता के उपयोग के परिणाम का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए अब इन सभी ज्ञान के साथ एक प्रशिक्षक या शिक्षक को एक पाठ्यक्रम के दौरान कुछ निर्देश को पहचानने योग्य में शामिल करना चाहिए हमने अपने स्वयं के क्षेत्र के अध्ययन के माध्यम से जो देखा है वह यह है कि अच्छे संस्थानों में उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र ज्यादातर उनके पास संभवतः संतोषजनक रूप से संतोषजनक मेटाकोग्निटिव कौशल होते हैं हालांकि आप अभी भी अपर्याप्त रूप से जटिल मेटाकोग्निटिव कौशल वाले छोटे प्रतिशत पाएंगे लेकिन जैसा कि आप कॉलेज के रैंक ऑर्डर रैंक के आदेशों को कम करते रहते हैं और जहां आपके पास कुछ छात्र हैं जिन्हें उच्च रैंक है कि CET रैंकिंग है बहुत उच्च CET रैंक आती है जहां उनके पास बहुत कम मेटाकोग्निटिव क्षमताएं हैं और वे बहुत मजबूत नकारात्मक आदतें और दृष्टिकोण के साथ आते हैं और यह केवल निर्देश और मेटाकोग्निशन के माध्यम से दूर हो सकते हैं हालांकि यह आज के रूप में नियमित कक्षा शिक्षण का हिस्सा नहीं है क्योंकि या तो क्योंकि शिक्षक इसके बारे में नहीं जानते हैं इसलिए मेटाकोग्निशन की भूमिका के बारे में पता है या पाठ्यक्रम का सिलेबस इतना अधिक है कि आप ओवरलोडेड हैं विषय बनाने के बजाय विषय को कवर करने में व्यस्त हैं सुनिश्चित करें कि छात्रों ने वास्तव में आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त किया है तो जो निर्देश मेटाकोग्निशन करता है वह क्या करता है यह सोचने और सीखने के कौशल का एक प्रदर्शन विकसित करने में मदद करता है यदि आप कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं जब छात्र समस्याओं को हल कर रहे हैं जिसे साहित्य में मेटाकॉग्निटिव इन्वेंट्री कहा जाता है लोगों ने विभिन्न प्रकार के मेटाकॉग्निटिव इन्वेंट्री विकसित किए हैं जो उन इन्वेंट्री से तत्वों को उठा सकते हैं और व्यायाम करने के समय में थोड़ा सा सर्वेक्षण कर सकते हैं उसके आधार पर शिक्षक छात्रों को उचित प्रतिक्रिया दे सकते है निर्देश मेटाकॉग्निशन कक्षा में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है छात्रों को अपनी शिक्षा को आत्म विनियमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है निर्णय लेने और लक्ष्य निर्धारण कौशल में सुधार छात्रों को उनकी सोच की गुणवत्ता का आत्म मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है निर्णय लेने में मदद करता है कि सीखने की स्थितियों में किन रणनीतियों का उपयोग करना है आवश्यक कौशल और रोजगार कौशल को मजबूत करता है वास्तव में यह निर्देश एक स्नातक कार्यक्रम के पहले कुछ सेमेस्टर में प्रमुखता से दिया जाना चाहिए यदि उन्हें पहले वर्ष में विशेष रूप से जल्दी दिया जाता है तो इससे निम्नलिखित सेमेस्टर में उनके सभी सीखने पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और इसे शामिल किया जाना चाहिए पहले और दूसरे सेमेस्टर में कई पाठ्यक्रमों में निर्देश मेटाकॉग्निशन के इस भाग को पूर्वगामी तरीके से शामिल किया जाना चाहिए अब सारांश में हम क्या करते हैं हम क्या कहते हैं कि मेटाकॉग्निशन छात्र की व्यस्तता बढ़ा सकता है छात्र संलग्न क्या है छात्र उस ज्ञान के साथ संलग्न है जो वह सीखने के लिए अपेक्षित है और संलग्न वह है जो उसके लिए आवश्यक है संलग्न शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान को सुनने के लिए मात्र नहीं है उसे ज्ञान के साथ जुड़ना होगा यह या तो साथियों के साथ चर्चा कर रहा है या समस्या को हल कर रहा है या उस से संबंधित एक परियोजना कर रहा है या उस विषय को आगे बढ़ा रहा है और मेटाकोग्निटिव कौशल छात्र के जुड़ाव को बढ़ाने में मदद करेगा और यह भी छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का प्रभार लेने और छात्रों के सीखने की सार्थकता को बढ़ाने की क्षमता है तो जैसा कि कोई देख सकता है कि यह एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है यदि किसी के पास अच्छा कौशल है हाँ वह विषय वस्तु के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है या वह स्वयं सीखने का निर्देशन भी कर सकता है इस हद तक कमजोर छात्रों के मामले में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अब असाइनमेंट हम आपको दो करने के लिए कहते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से ज्ञान सोच या सीखने की रणनीतियों के बारे में अपर्याप्त रूप से जागरूकता के दो उदाहरणों का वर्णन करें दो उदाहरण लिखें प्रत्येक में अधिकतम 250 शब्द और मुझे यकीन है कि एक शिक्षक के रूप में आपने कुछ छात्रों को अपने स्वयं के ज्ञान के स्तर के बारे में पता नहीं होने का सामना किया होगा इसी तरह अपर्याप्त मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन के दो उदाहरणों का वर्णन करें कार्यों की योजना बनाना स्वयं की प्रगति की निगरानी करना या अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परिणामों का मूल्यांकन करना हो सकता है कि आपका एक अनुभव मेटाकॉग्निशन पर केंद्रित न हो क्योंकि मेटाकॉग्निशन हमारे अनुभव से पता चलता है कि यह शिक्षकों के बहुमत के लिए एक नया शब्द है लेकिन निहितार्थ आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे जब आप अपने स्वयं के अनुभवों की पहचान करने का प्रयास करना शुरू करते हैं जहाँ छात्रों को यह मेटाकोग्निटिव कठिनाइयाँ थीं और अगली इकाई में हम इंजीनियरिंग ज्ञान की प्रकृति और श्रेणियों को समझने की कोशिश करेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद